डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम परिचय के कुल 3 में से दूसरा हिस्सा है पिछले मॉड्यूल की बुनियादी संरचना के बारे में चर्चा की है वर्तमान मॉड्यूल में हम मूलभूत क्वेरीज बनाने के लिए आवश्यकता होगी तो यह एक मॉड्यूल से चर्चा की शुरुआत की हम पहले ही इस पर चर्चा कर चुके हैं यदि हम सेलेक्ट फ्रॉम 2 टेबल्स होता है हमने इस परिणाम को पहले देखा है आप खुद देखिए जैसा कि हमने कहा था कि कार्टेशियन उत्पाद अपने आप में बहुत उपयोगी नहीं भी हो सकता है लेकिन मान लीजिए कि हम इस तरह के एक प्रश्न का उत्तर देना चाहते हैं जो सभी के सभी प्रशिक्षकों का नाम ढूंढते हैं जिन्होंने कुछ पाठ्यक्रम पढ़ाया है और जिनके लिए आप कोर्स आईडी तो हम कहते हैं कि चुनिंदा कोर्स के उपयोग से हम केवल उन अभिलेखों को चुनने का प्रयास करेंगे जहां ये 2 आईडी समान हैं जो कि हमें बताएगा कि यह विशेष प्रशिक्षक वास्तव में उस विशेष पाठ्यक्रम को सिखाता है इसलिए यदि हम ऐसा करते हैं तो आप पाएंगे कि अधिकांश अभिलेख जो वास्तव में कार्टेशियन प्रोडक्ट है यह इसी तरह के उदाहरण का एक और विस्तार है इसलिए यहां हमने एक और निर्देश वेयर क्लॉज बना सकते हैं इसका नाम बदलना संभव है हम पहले ही उदाहरण देख चुके हैं कि आप एक रिलेशन कर रहे हैं और हम सभी उस प्रशिक्षक का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं जिनके पास कंप्यूटर विज्ञान के किसी और प्रशिक्षक से अधिक वेतन है इसलिए कंप्यूटर विज्ञान में कुछ प्रशिक्षक इस विधेय के द्वारा निर्दिष्ट होते हैं क्योंकि विभाग कंप्यूटर विज्ञान होना चाहिए और यह तथ्य भी कि वेतन अधिक है तो जैसे कि आप इसका समाधान करते हैं हालांकि यह वास्तव में एक ही रिलेशन का खुद के साथ एक उत्पाद बनाने की जरूरत है सांकेतिक शब्द एएस की गणना कर सकते हैं SQL कई स्ट्रिंग डार है और इस तरह के लेखन के लिए एक विधेय का गठन इस तरह किया जाता है तो वहाँ क्या है यहां एक प्रतिशत जैसे कि वजन घटाने में स्थितियां कर सकते हैं तो अब स्वाभाविक रूप से यह एक मुद्दे हमारे लिए लाता है कि अगर मेरे स्ट्रिंग में भी देखा है पैटर्न निश्चित रूप से केस सेंसेटिव के रूप में उपलब्ध हैं और सुविधा के लिए उपयोग किए जा सकते हैं अब हम एक अलग प्रश्न को संबोधित करते हैं मान लीजिए हमने एक क्वेरी नाम द्वारा अनुक्रमित होगा और क्रम अवरोही या आरोही हो सकता है आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं यह निर्दिष्ट करके कि आप अवरोही क्रम से या आरोही क्रम से चाहते हैं डिफ़ॉल्ट के संयोजन के आधार पर निर्दिष्ट किया जा सकता है एसक्यूएल लिखने के सामान्य सुविधाजनक तरीके हैं अब हमने बताया था कि एसक्यूएल बीजगणित संचालन तो आपके पास एक सिलेक्शन अलग परिभाषा का विस्तार करते हैं तो यहां एक उदाहरण है जहां 2 मल्टी सेट होना चाहिए था अब हम सामान्य सेट में से जहाँ पर कोर्स चलाने की जानकारी दी जाती है और आप 2 स्थितियां बताते हैं जो कहती हैं कि वास्तव में यह पाठ्यक्रम में 2009 पतझड़ में चलाए गए थे तो यह पहली क्वेरी देता है आप सेट डिफरेंस को आसानी से कैसे लिखा जा सकता है आप इस तरह के सेट T से आप S को देखने और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं वेतन क्या हैं जो उससे छोटे हैं और निश्चित रूप से जो कुछ भी निकलता है वह है सबसे बड़ा नहीं है क्योंकि निश्चित रूप से सबसे बड़ा इस विशिष्ट शर्त को संतुष्ट नहीं करेगा क्योंकि यह खुद के साथ तुलना करेगा आप सभी प्रशिक्षकों का वेतन ढूंढ सकते हैं और फिर आप सबसे बड़ा वेतन ढूंढ सकते हैं तो यह सभी वे वेतन हैं जो सबसे बड़े से कम हैं यह सबसे बड़े सहित सभी वेतन हैं तो क्या होता है यदि आप इसे घटाते हैं यानी कि यदि आप इसे सभी वेतन से घटाते हैं यदि आप वेतन निकालते हैं जो सबसे बड़े नहीं है तो स्वाभाविक रूप से जो आपको मिलता है वह सबसे बड़ा वेतन है इसलिए यह सबसे बड़ा वेतन खोजने का एक दिलचस्प तरीका है जिसे हम बाद में देखेंगे कि कई अन्य तरीके वहाँ हो सकते हैं विशेष रूप से एग्रीगेट फ़ंक्शन का उपयोग करने के विशिष्ट तरीके हैं सेट के ऑपरेशन इत्यादि और स्वाभाविक रूप से यदि आप इन ऑपरेशनों कहा जाता है तो आइए देखें कि इन क्वेरी ऑपरेशन द्वारा किया जाता है इसलिए इस विशेष क्वेरी नहीं है जो परिणाम में शामिल नहीं किया जाएगा इसलिए नल का या सच है तो परिणाम सच होना चाहिए क्योंकि या हम कहते हैं कि यदि कोई भी घटक सच है तो परिणाम सच है तो यहां आपको यह जानने की जरूरत नहीं है कि वह अज्ञात क्या है हां आप कह सकते हैं कि यह सत्य है लेकिन अगर आप करते हैं या असत्य के साथ या अज्ञात के साथ असत्य के लिए आप ऐसा करते हैं तो स्वाभाविक रूप से यह अज्ञात है क्योंकि यह गलत है क्योंकि परिणाम सत्य तभी होगा जब अज्ञात मूल्य सत्य है और यदि अज्ञात मूल्य असत्य है तो परिणाम असत्य ही होगा आप नहीं जानते कि अज्ञात मूल्य क्या है तो आपको कहना होगा कि आपके पास परिणाम अज्ञात है तो उसी तर्क का उपयोग करके आप उसे सत्यापित कर सकते हैं मैं आपसे कहूंगा कि आप इसे घर पर ऑफ़लाइन सत्यापित करें कि यह सभी सत्य और असत्य मूल्यों के संयोजन अज्ञात मूल्यों के साथ मान्य हैं इसलिए यदि P अज्ञात है तो एक विधेय सच का मूल्यांकन करेगा यदि P मालूम नहीं है तो अब हम एग्रीगेट फ़ंक्शन के मूल्यों का औसत खोजने का प्रयास कर रहे हैं तो यहाँ एक उदाहरण है इसलिए हम कंप्यूटर विज्ञान विभाग के प्रशिक्षकों के औसत वेतन को खोजने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए स्वाभाविक रूप से आप जो आउटपुट करते हैं और आपको वह विशेषता कहां से मिलती है आप इसे तालिका इंस्ट्रक्टर से प्राप्त करते हैं और फिर हम कह रहे हैं हम सभी प्रशिक्षकों के वेतन का औसत खोजने के लिए इच्छुक नहीं हैं हमारी रुचि है उन प्रशिक्षकों का औसत वेतन खोजने में है जो कंप्यूटर विज्ञान के लिए काम करते हैं तो आप यह खंड के पीछे लिखते हैं तो यह सुनिश्चित करेगा कि आप कंप्यूटर विज्ञान विभाग के प्रशिक्षकों का औसत वेतन पाते हैं तो इसी तरह से आप एक और एग्रीगेट फ़ंक्शन यह बताता है कि सेमेस्टर वसंत है और वर्ष 2010 है इसलिए यह आपको सभी रिकॉर्ड देगा जो बताता है कि कुछ प्रशिक्षक हैं जो वसंत 2010 सेमेस्टर में पाठ्यक्रम पढ़ा रहे हैं अब स्वाभाविक रूप से कई एक ही प्रशिक्षक कई बार हो सकते हैं क्योंकि एक प्रशिक्षक एक से अधिक पाठ्यक्रम पढ़ा सकता है तो आप इंस्ट्रक्टरआईडी का प्रयोग करें तो यह आपको बताएगा कि कितने प्रशिक्षक वसंत 2010 में कुछ पाठ्यक्रम सिखा रहे हैं ध्यान रखें यहां इस संकेत शब्द डिस्टिंक्ट करने का सुझाव देते हैं तो यह आपको प्रत्येक विभाग में प्रशिक्षकों के औसत वेतन की गणना दिखा रहा है तो अब आप पहले क्या करना चाहते हैं आप एक विभाग में औसत वेतन का पता लगाने की कोशिश करते हैं अब आप चाहते हैं कि सभी विभागों के लिए मैं चाहता हूं कि प्रत्येक विभाग के लिए इसलिए मेरा परिणाम अब एक एकल पंक्ति नहीं है यह एक एकल मूल्य नहीं है यह एक जोड़ी है जहां मैं विभाग दिखाता हूं और उस विभाग का औसत वेतन तो यह वही है जो मैं देखना चाहता हूं और यह वही है जो मेरे पास है इसलिए स्वाभाविक रूप से जानकारी प्रशिक्षक से आती है वह यह है कि जो मैं चाहता हूं वह एक विभाग का नाम और औसत वेतन है और मैं इसे एक अच्छा नाम देना चाहता हूं एवीजी सैलेरी को विभाग के नाम अनुसार क्रमबद्ध किया गया है इसलिए जब मैं रिकॉर्ड्स पर एकत्रीकरण की गणना की जा सकती है ध्यान रहे आपको ग्रुपबाय समर्थन करेगा आप अपने परिणाम को और परिष्कृत कर सकते हैं यह कहता है कि ठीक है नाम और सभी विभागों के वेतन औसत यह आप पहले ही कर चुके हैं अब आप चुनाव कर रहे हैं जिसका औसत वेतन 42000 से अधिक है हमारे पास उदाहरण के लिए यदि हम यहां उदाहरण के लिए देखें तो यहां संगीत विभाग का औसत वेतन 42000 से कम है इसलिए आप यह परिणाम में नहीं चाहते हैं आप केवल वही चाहते हैं जहां औसत वेतन 42000 से अधिक है और ऐसा करने का तरीका दूसरे हैविंग से संबंधित है इसलिए एक बार ग्रुपिंग के विधेय का मूल्यांकन किया जाएगा निश्चित रूप से अगर समुच्चय के संदर्भ में नल वापस कर देंगे इसलिए संक्षेप में हमने क्वेरी में बातचीत करते हैं